इस व्याख्यान में हम IoT में नेटवर्किंग मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं पिछले व्याख्यानों में हमने कनेक्टिविटी के मुद्दों को देखा इसमें क्या चुनौतियाँ हैं और क्या समाधान उपलब्ध हैं नेटवर्किंग के दृष्टिकोण से हम IoT प्रणाली की स्थापना के दूसरे पहलू पर और इसके लिए क्या क्या समाधान है पर गौर करेंगे विशिष्ट नेटवर्क जिसका सामना किया गया है में एक स्रोत एक डेटा स्रोत या कई सेंसर युक्त डेटा स्रोत आमतौर पर सेंसर RFID जो डेटा एकत्र करते हैं और भौतिक वातावरण के साथ बातचीत करते हैं तथा फिर डेटा प्रोसेसिंग के लिए अन्यत्र भेजा जाता है आंकड़ों का विश्लेषण प्रोसेसिंग पर आधारित होता है कोई सिस्टम एक्टिवेट जुड़ा हुआ नहीं भी हो सकता हमने दोनों प्रकारों को पिछले व्याख्यान में देखा है नेटवर्क के दृष्टिकोण से नेटवर्क सेट अप समाधानों की आवश्यकता है जो बहुत ही कम शक्ति उपभोग करेंगे नेटवर्क के दृष्टिकोण से विशेष रूप से हमें सिस्टम प्रोटोकॉल की आवश्यकता है जो बहुत कम ऊर्जा की खपत करेगा IoT डिवाइस में ऊर्जा की कमी हैं वे आकार में छोटे हैं और उनमें बहुत सीमित प्रोसेसिंग की शक्ति है इसलिए IoT में उपयोग के लिए इन बाधाओं दिमाग में रखते हुए नेटवर्क प्रोटोकॉल तैयार किये गए हैं ये नेटवर्क आमतौर पर बहुत कम थ्रूपुट जिसका हम सभी उपयोग करते हैं वह इन कंस्ट्रेंट IoT उपकरणों के लिए नहीं है समग्र दृष्टिकोण से चुनौतियों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है हमारे पास एक्सेस है IoT के बारे में सोचने के लिए आइए हम पेड़ के बारे में सोचते हैं तो यह सादृश्य है जोकि स्लाइड पर दिए गए स्रोत से लिया गया है पेड़ की जड़ें तना और पत्तियां होती हैं स्मार्ट स्वास्थ्य देखभाल स्मार्ट परिवहन स्मार्ट शहरों स्मार्ट ऊर्जा स्मार्ट रिटेल स्मार्ट होम स्मार्ट सिटीज जैसे विभिन्न IoT अनुप्रयोग ये सभी स्मार्ट चीजें जिनकी हम IoT के प्रसंग में बात करते हैं वे पेड़ के पत्तों के अनुरूप हैं पेड़ के बहुत नीचे ये जड़ें हैं ये जड़ें संचार प्रोटोकॉल जैसी तकनीकें पेड की विभिन्न जड़े हैं IoT अनुप्रयोगों को बहुत ऊपर और प्रौद्योगिकियों प्रोटोकॉल जड़ें की तरह मानते हुए जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया है उद्देश्य एक उपयुक्त ट्रंक के दृष्टिकोण से लक्ष्य कहा जा सकता है कि हमें जड़ों का एक न्यूनतम सेट का चयन करने की आवश्यकता है और एक संभावित ट्रंक का प्रस्ताव है जो पत्तियों के अधिकतम सेट के निर्माण में सक्षम बनाता है इसे समग्र उद्देश्य या अनुकूलन उद्देश्य की तरह होता जा सकता है IoT गैर आईपी आधारित स्वामित्व प्रदान करता है जो कि विक्रेता विशिष्ट समाधान होते हैं या हम आईईटीएफ प्रोटोकॉल के आधार पर आईपी आधारित समाधानों का उपयोग करने के बारे में सोच सकते हैं इसके विपरीत IETF आईपी आधारित समाधान जहां पे IoT के सहयोग के लिए अनेक पहल की गई है 6LoWPAN जो बात करता है LoWPAN पर IPv6 के बारे में जो कम उर्जा खपत वाला वायरलेस व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क है इसलिए 6vWPAN पर IPv6 एक ऐसी तकनीक है ऐसा एक प्रोटोकॉल जिस पर एक विशिष्ट 6LoWPAN कार्य समूह द्वारा काम किया जा रहा है इसी तरह अन्य कामकाजी समूह भी IoT आवश्यकताओं के इंटरनेट के अनुसारअनुकूलन के बारे में बात कर रहे हैं ROLL मूल रूप से लो पावर लॉसी नेटवर्क कर रहा है CoRE बाधा रहित शांत वातावरण है 3 अलग अलग कार्य समूह हैं इस तरह से IoT के ऊपर आईपी का समर्थन के लिए कई अलग अलग पहल है जिसका मतलब है वर्तमान इंटरनेट विभिन्न सेंसर सिस्टम प्रोपराइटरी का उपयोग कर सकता है दूसरी तरफ अलग अलग डिवाइस जैसे कि लैपटॉप डेस्कटॉप फिर ये पीडीए और बहुत अन्य दो आम तौर पर मौजूदा ढांचे में इंटरनेट के मौजूदा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक का उपयोग होता है हमें एक समाधान के साथ आने की जरूरत है जो इन प्रोपराइटरी समाधानों को मौजूदा इंटरनेट के ढांचे में फिट कर सके जो लैपटॉप पीडीए और विभिन्न अन्य वायरलेस उपकरण का समर्थन कर रहा है यह एक समग्र रूपरेखा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन इस गैर आईपी आधारित समाधान में एक खामी है उपयोगकर्ताओं के लिए सीमित लचीलापन ये विक्रेता विशिष्ट API's हैं तो वहाँ अंत उपयोगकर्ताओं के लिए सीमित लचीलापन होता है इंटरऑपरेबिलिटी की तरह है कुछ IoT डिवाइस जो एक विक्रेता विशिष्ट भाषा को चुनते हैं चलो हम कहते हैं कि कोई अंग्रेजी बोलता है कोई फ्रेंच बोलता है कोई हिंदी बोलता है वे एक दूसरे से कैसे बात कर सकते हैं कोई आम भाषा नहीं है कोई इंटरऑपरेटेबिलिटी नहीं है उनके बीच तो इस तरह की विविधता को जीतने के लिए आपके पास एक सामान्य ढांचा होना चाहिए जो इन असमान उपकरणों को अलग अलग प्रोपराइटरी मानकों का पालन करते हुए प्रत्येक से बात करने के सक्षम मनाएंगे इंटरऑपरेबिलिटी वह मुद्दा है जो विषमता की इस चुनौती पर विविध तरीकों से विजय प्राप्त करने की बात करता है चूंकि ये ऐसे मॉडल नहीं हैं जिन्हें बड़ा करना चाहिए ताकि स्केलेबिलिटी समाधान है जोकि प्रोपराइटरी वेंडर विशिष्ट समाधान के विपरीत हैं जो गैर स्केलेबल है तो हमारे पास विभिन्न आईपी आधारित समाधान है जो आम तौर पर IETF द्वारा 3 मुख्य विभिन्न पहलों 6LoWPAN रोल और CoRE का पालन कर रहे हैं IPv6 पैकेट को नेटवर्क लेयर के बारे में बात करता है ROLL एक नया रूटिंग प्रोटोकॉल है जो कि IoT आधारित अनुप्रयोग में काम में लिया जाता कंस्ट्रेंट RESTful Environment IoT उपकरणों के एकीकरण का विस्तार नेटवर्क से सेवा स्तर तक करता है और यह बहुत आवश्यक है यह एक महत्वपूर्ण चीज है सेवा स्तर आम तौर पर नेटवर्क के बारे में IoT के संदर्भ में इन नेटवर्क से डेटा एकत्र करना CoRE बहुत महत्वपूर्ण है और IoT समुदाय में एक आकर्षण है हमारे पास अलग अलग IoT डिवाइस हैं जो कि चीजें हैं और ये चीजें सेंसर युक्त हैं सेंसर आधारित ये IoT आधारित हैं IoT आधारित चीजें सेंसर युक्त हैं इस डेटा को इन चीजों से एकत्र किया जाता है जो विभिन्न सेंसरों के साथ सुसज्जित है ये उस एकत्र किए गए डेटा को लोकल एरिया नेटवर्क

यह नेटवर्क और संबंधित प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर और समाधान के अन्य पहलू हैं जिन्हें हमें काफी विस्तार से समझने की आवश्यकता है तो यहाँ इस व्याख्यान में हम नेटवर्किंग पहलुओं की समग्र अवधारणा का परिचय देंगे यह IoT की इंटरनेट में विद्यमान होने का समर्थन करने वाली विभिन्न IETF पहल है चलो हम बात करते हैं CoRE के बारे में जो कि विवश RESTful वातावरण है REST एक परिवर्णी शब्द है CoRE विवश IoT उपकरणों और IoT वातावरण के लिए उपयोगी अनुप्रयोगों के लिए एक मंच प्रदान करता है यह ढांचा सेंसर एक्चुएटर करते हैं CoAP में सेवा खोज के लिए एक तंत्र शामिल है और सेवा खोज इसे बहुत ही रोचक बनाता है CoRE डिवाइस मिनी वेब सर्वर है जो मौजूदा इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे http का समर्थन करता है IoT के लिए REST के बराबर COAP है जिसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे IoT क्लाइंट IoT डिवाइस की खोज के लिए लुकअप इंटरफ़ेस का उपयोग करता है अब सब ठीक है नेटवर्क बनाया जा चुका है लेकिन तब क्या नेटवर्क सेवा की गुणवत्ता गारंटी प्रदान करने में सक्षम हैया कम से कम कुछ स्वीकार्य स्तर की सर्विस गुणवत्ता प्रदान कर सकता है IoT नेटवर्क की सेवा गुणवत्ता IoT अनुप्रयोगों के लिए IoT उपकरणों द्वारा उत्पन्न हुआ विषम यातायात पर नियंत्रण के माध्यम से विभिन्न सतहों की पेशकश के बारे में बात करती है IoT नेटवर्क के लिए QoS नीतियों में संसाधन उपयोग शामिल है ये हैं 4 अलग गुण जो मुख्यतः IoT नेटवर्क के लिए QoS का संदर्भ तथा QoS सुनिश्चित करना के लिये विचारणीय हैं संसाधन उपयोग 4 के बीच पहला है यह डेटा का स्वागत और प्रसारण के लिये स्टोरेज और बैंडविड्थ पर नियंत्रण की अवधारणा के बारे में बात करता है नेटवर्क के संदर्भ में साधन से तात्पर्य विभिन्न चीजों जैसे स्टोरेज बैंडविड्थ आदि इन संसाधनों जैसे स्टोरेज प्राप्ति के लिए बैंडविड्थ पर नियंत्रण के लिए QoS मानदंड के रूप में समझा जाता है संसाधन उपयोग के लिए QoS नीतियों में संसाधन सीमा नीति शामिल है जो संदेश बफरिंग के बारे में बात करती है ये बैंडविड्थ मेमोरी और प्रोसेसिंग शक्ति के ऊपर नियंत्रण की बाते करते है सामयिकता आवश्यकता है उदाहरण के लिए दिल का दौरा पड़ने वाले रोगी को स्वास्थ्य देखभाल QoS मानदंड मापता है कि क्या डेटा जो रिसीवर के अंत में प्राप्त हुआ है किसी को दिल का दौरा पड़ सकता है यह जानकारी युक्त पैकेट कि क्या यह पर्याप्त ताजा है क्या डेटा समयोचित प्राप्त हुआ है या नहीं इन अनुप्रयोग मे यह बहुत महत्वपूर्ण विचार है IoT नेटवर्क के लिए डेटा समयबद्धता नीतियों में डेडलाइन नीति है तो ये दो अलग डेटा समयबद्धता के लिए विचार हैं अगली विशेषता डेटा उपलब्धता है जैसा कि यह नाम बताता है यह वैद्य डाटा का माप है जो रिसीवर या उपभोक्ता को प्रेषक या निर्माता द्वारा प्रदान किया जाता है IoT नेटवर्क में डेटा उपलब्धता के लिए QoS नीतियों में ड्युरेबिलिटी नीति शामिल है ड्युरेबिलिटी अंग्रेजी शब्द का मतलब स्थायित्व होता है प्रेषक द्वारा संचारित डेटा की डिग्री का नियंत्रण है

डेटा की दृढ़ता किया जा रहा है यह कितने समय के लिए बचेगा कितने समय के लिए यह जीने वाला है इस लाइफस्पैन नीति कहते हैं इतिहास नीति डेटा को उपलब्ध पिछले डेटा इंस्टेंस की संख्या को नियंत्रित करने के बारे में है डेटा के इतिहास में ओके इस तरह के प्राप्तकर्ता के पास कितने उदाहरण हैं डेटा वितरण अंतिम है जो प्रेषक से रिसीवर तक विश्वसनीय डेटा के सफल प्राप्ति को मापता है डेटा वितरण के लिए QoS नीतियां विश्वसनीयता नीति है जो डेटा वितरण के साथ संबद्ध विश्वसनीयता स्तर की अनुमति देता है इस तरह हम आईओटी नेटवर्क के पहले भाग के अंत में पहुंचते है आगे भी हम IoT में नेटवर्किंग के विभिन्न पहलू जारी रखेंगे और इससे पहले कि हम उन चीजों के बारे में विस्तार से बात करें वहाँ कुछ अन्य मुद्दे हैं जिन पर भी विचार करने की आवश्यकता है और जिनके बारे में हम अगले भाषण में बात करेंगे धन्यवाद